कोशिका संवर्धन प्रौद्योगिकी में व्याख्यानों की श्रंखला में वापस से स्वागत है तो हम दूसरे सप्ताह में हैं और हम दो व्याख्यानों को समाप्त कर चुके हैं पिछले व्याख्यान में हमने चर्चा की थी यह हमने केवल शुरुआत की थी कोशिका संवर्धन प्रयोगशाला के प्रारूप में विन्यास के बारे में तो इसके बारे में बात करते समय मैंने पहले बिंदु पर प्रकाश डाला है कि प्रयोगशाला स्थापित करने का उद्देश्य क्या है उन चीजों का प्रकार क्या होगा या प्रयोगों के प्रकार उस प्रयोगशाला में क्या किया जाएगा और अगले 5 या 10 साल की योजना क्या है प्रयोगशाला का विस्तार कैसे होगा सभी नए पहलू जिन्हें प्रारूप विन्यास के आधार पर जोड़ा जाना है उनकी योजना बनानी चाहिए तो उस पहलू में हमने विभिन्न प्रकार की प्रयोगशाला के बारे में बात की आप जानते हो क्या हमारे पास कोशिका जैविकी की सुविधा है जिसका विकास करना चाहता था या इन विट्रो परिवर्धन जैविकी सुविधाएँ यदि आप विकसित करना चाहते हैं या आपके पास कोशिका आधारित बायोसेंसर की एक प्रयोगशाला है कोशिका ऊतक प्रौद्योगिकी अधिकतर जैसे कोशिकाओं या रासायनिक जैविकी के साथ सामग्री की अंतःक्रिया होगी जहां की आप विभिन्न प्रकार के औषधि अणुओं का अनुवीक्षण कर रहे हैं जो है प्रतिदीप्त अणु या किन्ही प्रकार के बायोमाकर्स मुझे वह हिस्सा जोड़ने दे जबकि मैंने यह सब जोड़ा है या आप जानते हो प्रतिदीप्तकोशिका संवर्धन प्रणालियां जैसे मीडियम का विकास सबस्ट्रेट का विकास या बायो मैम्स जहां कि आप कोशिकीय अथवा जीवित घटक को माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रणालियों के साथ एकीकृत करने का प्रयास कर रहे हैं या जिस उद्देश्य को हमने पहले ही परिभाषित किया है हमने स्थान अवरोध के बारे में चर्चा की तो आपके पास न्यूनतम रिक्त स्थान कौन सा है हमने वित्तीय अनुकूल के बारे में बात की किस स्तर की जटिलता व्यक्ति पाना चाहता है फिर हमने अगले 10 वर्षों के विस्तार की योजना के बारे में चर्चा की जो मूल रूप से आपको चाहिए उसके बारे में बहुत दूरदर्शिता और जैविक सुरक्षा का स्तर जिस पर हम गौर कर रहे हैं इसलिए अब यहां से हम कुछ एहतियाती उपायों के बारे में बात करेंगे जिसे कि लेना है विन्यास के बारे में सोचना शुरू करने से भी पहले तो एक चीज समझे उदाहरण के लिए देखें आपके इमारत की रूपरेखा बना रहे हैं जो कहीं बड़ी सुविधा है और सुरक्षा के एक अलग स्तर की जरूरत है तो जब आप ऐसा करते हैं वहां पर कुछ बिंदु हैं जिनका की ध्यान रखना है तो उदाहरण के लिए कुछ बहुमंजिला इमारतें जो भी आप जानते हो वह क्या है बाहर निकलने का रास्ता क्या होगा सुरक्षा के क्या उपाय हैं व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए संभावित खतरे क्या हैं जो कमजोर योजना के कारण उत्पन्न हो सकते हैं तो जब भी हमने प्रयोगशाला स्थापित करने के बारे में चर्चा की कोशिका संवर्धन के विचारों के रूप में जो कि आप जिसके साथ कार्य कर रहे हैं जैविक रूप से सक्रिय सामग्री और वह सामग्री जो एक स्थान के भीतर सीमित रहनी चाहिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपके पास अपने प्रवेश और निकास खाली होने चाहिए उससे मेरा यह तात्पर्य है की आपके पास प्रणाली में एक बहुत सुस्पष्ट प्रवेश होना चाहिए और वहां पर निकास का रास्ता जहां बिना किसी बाधा के व्यक्ति किसी भी आपातकालीन स्थिति में तेजी से बाहर निकल जाए तो आपके प्रवेश निकास पूरी तरह से मुक्त होने चाहिए बहुत खाली बहुत मुक्त यह रास्ता होना चाहिए बहुत ही खाली तो मुझे यह रखने दे कि आज हम सप्ताह दो के व्याख्यान 3 में है W2L2 विन्यासो की रूपरेखा बनाने से पहले सावधानियों पर विचार किया जाना है तो सबसे पहली चीज होनी चाहिए आपकी इससे पहले कि आप विन्यास डालें इसे ध्यान में रखें तो यह वह चीजें हैं जिन्हें आपको दिमाग में रखना है याद रखो आपके प्रवेश और निकास बहुत ही स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए और किसी भी आपातकालीन निकासी के मामले में किसी भी बाधा से मुक्त होने चाहिए यह काफी हद तक समीक्षात्मक है अब दूसरी चीज दूसरी महत्वपूर्ण चीज कोशिका संवर्धन प्रयोगशाला में मैंने कइयों वर्षों तक देखी है कितना अधिक मैं सारी चीजों को लिखने में लगा सकता हूं अधिकतर समय जब लोगों ने उन्हें रूपांतरित किया वह कुछ मूलभूत बातें भूल गए फर्श क्षेत्र को अधिकतम सीमा तक बढ़ाना मैं समझाऊंगा इसका क्या मतलब है फर्श क्षेत्रफल को अधिकतम बढ़ाना जो आपको दिख रहा है तो उदाहरण के लिए देखें आपके पास एक सुविधा है उदाहरण के लिए देखें हमारे पास एक कमरा है मुझे इसे नीचे रखने दें अभी समझ में आएगा इससे मेरा क्या तात्पर्य है उदाहरण के लिए देखें यहां जहां उसके जैसा कमरा है ठीक तो उदाहरण के तौर पर यह आपका प्रवेश है और एक सार्वजनिक निकास अब आपको निर्णय लेना है आप बच्चों को काम करने के लिए कैसे डालते हैं तो वर्षों से वर्किंग बेंच के लिए मैंने क्या महसूस किया है और क्या हमेशा समझ में आता है पहले बिंदु को दिमाग में रखने के लिए यह बिंदु 1 और बिंदु 2 में यह लिंक आपको चाहिए क्या आपको इस हिस्से का उपयोग करना चाहिए हिस्सा जिसे मैं बना रहा हूं या छायांकित कर रहा हूं तो आप देखते हो आपके पास एक बहुत बड़े हिस्से का फर्श क्षेत्र है जिसे मैं बिंदुओं के रूप में रख रहा हूं यह फर्श क्षेत्र पूरी तरह से उपलब्ध है तो यहां इसलिए इस तरह की व्यवस्था का फायदा है तो आपके पास एक और विकल्प है जो आप कर सकते हो जो कि कुछ लोग करते हैं जिसे कि मैं Refer Time 0901 मैं इसे आप के निर्णय पर छोड़ दूंगा कि आप इसे कैसे देखते हो तो जो लोग करते हैं फिर से जो मेरी पसंद नहीं है सुविधा जहां लोगों के पास काम करने के लिए इस तरह की मेज होंगी यह जैसा कि आप जानते हो उनके पास एक केंद्रित मेज होगी यहां उनके पास कुछ उसके जैसा होगा इसके जैसी एक मेज एक में इसके जैसी इसके जैसी यह वाली यह वाली कई संयोजन है जिसे लोग करते हैं लेकिन कईयों सालों तक दुनिया के सभी हिस्सों में कई सारी प्रयोगशाला स्थापित करने के बाद मैंने महसूस किया कि सबसे आसान तरीका है कि आप इस दीवार की जगह का उपयोग करें तो आप क्या कर सकते हो आप इस तरह से अपनी कामकाजी बेंच रख सकते हैं और आपके सभी भंडारण दीवार पर हैं वाकई में व्यक्ति को बहुत सावधान होना चाहिए जब वह भंडारण क्षेत्र को स्थापित करते हैं आपको बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए क्योंकि उस समय साथ ही समय समय पर वह या आप इसे बहुत ऊंचा बना सकते हैं लेकिन सबसे ऊपर के खानों में हम वो सारे सामान भंडार कर सकते हैं वह सभी चीजें जिनकी बाद में आवश्यकता पड़ेगी कि अथवा आप एक संपूर्ण क्षेत्र भंडारण के लिए रख सकते हैं ठीक तो यह कुछ ऐसा है जो मैं इसे करने के लिए छोड़ दूँगा यह कुछ ऐसा है जो मेरी एक सबसे पसंदीदा है जहां कि आप इस पूरे स्थान को प्रयोग में लाते हैं आप दुनिया की सारी कोशिका संवर्धन प्रयोगशाला आएं वह इस्तेमाल करती हैं इसे ही कहते हैं CO2 इनक्यूबेटर इस पर बाद में वापस आएँगे कि आपको इसकी क्यों जरूरत है जहां आपको संवर्धन डिश के अंदर पीएच बनाए रखने के लिए इनक्यूबेटर की आवश्यकता है तो इस बिंदु पर यह महत्वपूर्ण नहीं है महत्वपूर्ण है कि CO2 इनक्यूबेटर के रखरखाव के लिए आपको CO2 सिलेंडरो की आपूर्ति चाहिए और यदि आपके पास यह सिलेंडर हैं और काफी हद तक लंबे सिलेंडर जो कि आप उपयोग में लाओगे तो निर्दिष्ट क्षेत्र के लिए स्थान चाहिए बहुत ही निर्दिष्ट स्थान जहां कि आप सिलेंडरों को रख सकते हो और वह निर्दिष्ट स्थान वरीयता के तौर पर दरवाज़े के बहुत ही निकट होना चाहिए जहां की जहां मैं एक छोटा सा बॉक्स बनाता हूं अथवा कहीं बाहर लेकिन यदि आप कहीं भी आप एक चीज याद रखें यह एक चलन है मैं कई जगहों पर देख रहा हूं जहां लोग भूल जाते हैं कि यह भारी सिलेंडर हैं यदि वे गिरते हैं वह बहुत ही बुरी तरह से असह्य चोट पहुंचाते हैं तो आपके पास सही तरीके की मैटेलिक क्लिप होनी चाहिए सुनिश्चित करने के लिए सिलेंडर कहीं गिर ना जाए यह बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल अनिवार्य है जहां आप सिलेंडर रख रहे हैं सुनिश्चित करें की वह सिलेंडर गिरे ना दूसरी चीज दूसरी बात अब समस्या यहां आती है उदाहरण के लिए देखें आपके पास एक सिलेंडर है यहां मात्र कल्पना करें आपके पास एक सिलेंडर है यहां अथवा आपके पास यहां एक सिलेंडर है जगह जहां मैं घेरा बना रहा हूं और आपके पास एक इनक्यूबेटर है जो कि यहां पर रखा है उदाहरण के लिए देखें इस काउंटर टॉप पर मैं केवल एक नीले से संकेतित कर रहा हूं उदाहरण के लिए देखें आपके पास एक इनक्यूबेटर रखा है यहां तो इनक्यूबेटर के पास में ही आपको एक सिलेंडर की आवश्यकता है सिलेंडर रखने की तो आप मानोगे यदि आप काउंटर टॉप को पहले से बना लेते हैं तो आप इस समूचे काउंटर टॉप को बनाते हैं तब आप रखते हैं इनक्यूबेटर को रखने के लिए यहां तब आपके पास कोई स्थान नहीं है सिलेंडर रखने के लिए अच्छा निर्दिष्ट स्थान तो इससे पहले कि आप काउंटर टॉप डिज़ाइन करें आप सुनिश्चित करते हैं कि आपके पास स्थान होना चाहिए जहां की काउंटर का कुछ इस तरह से समाप्त हो जाता है मैं सिर्फ नीले कलम से कुछ इस तरह से आलेखित कर रहा हूं या तो कोने में एक जगह पसंद करते हैं वरीयता के तौर पर इनक्यूबेटर रखने के लिए जो कि आपकी सभी कोशिकाओं को धारण करेगा आपके सभी प्रयोग में आने वाले सामानों को उदाहरण के लिए देखें यह इनक्यूबेटर है इसे मुख्य द्वार से यथासंभव दूर रखने को वरीयता दें और दूसरा कि इसे एक कोने में होना चाहिए जहां या सीधे हवा के संपर्क में ना आने पाए जोकि सीधे बाहर से आ रही है अथवा आप जानते हो जो कोई भी अंदर आ रहा है उसी के साथ सदैव ही वहां एक हवा का झोंका भी अंदर आ रहा है तो इसे उस हवा के क्षेत्र वाले स्थान से दूर रखने का प्रयास करें और जहां तक संभव हो तो आपका विकल्प है या तो मैं इसे यहां रखूं या बजाय आपका विकल्प है कि आप इसे यहां खिसका दें जहां की लेकिन दोनों ही स्थितियों में तो यह दो छायांकित स्थान है मैं इसे अब इसके लिए निर्धारित कर रहा हूं बात यह है कि यदि आप कोने ए में रखते हैं यहां मैं डी और यह प्रवेश ई है अब चाहे आप इसे रखें ए पर अथवा आप इसे रखें डी पर अब उस स्थिति में जो काउंटर आप बना रहे हैं इसे यहीं बंद कर दिया जाएगा और वहां पर सिलेंडर रखने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए अब हमें वह निर्धारित करना होगा की आप कितने इनक्यूबेटर को खरीदेंगे कहे तो अगले 2 सालों या अगले 10 सालों में आपकी प्रयोगशाला को शायद केवल एक ही इनक्यूबेटर की आवश्यकता होगी आपकी प्रयोगशाला को शायद दो इनक्यूबेटर की आवश्यकता होगी एक बार आपको CO2 इनक्यूबेटर चाहिए होगा और एक बिना CO2 का इनक्यूबेटर मात्र आपका इनक्यूबेटर इन महत्वपूर्ण मानदंडों को पहले से ही ध्यान में रखा जाना चाहिए अब इसके बारे में सोचें यह सुनने में कितनी अधिक साधारण बातें लगती हैं क्योंकि मैं जानता हूं कोई भी सोचेगा कि यह व्यक्ति कौन सी बड़ी चीज के बारे में बात कर रहा है सोचे कौन सी किंतु चीजें ऐसी हैं कि जब आप एक प्रयोगशाला की योजना बनाते हो आप महसूस करते हो कल को आप एक प्रयोगशाला की योजना बनाने की अगुवाई करेंगे और कोई आपको बताएगा आप जानते हो इस सुविधा को बनाने में आप की पहली चीज या यह पता लगाना की वहां पर कितने उपयोगकर्ता हैं उदाहरण के लिए देखें उपयोगकर्ता की संख्या तो वहां पर एक एन होगा जो कि यहां से बाहर आ रहा होगा उपयोगकर्ताओं की संख्या कहे तो 2017 और ऑफिस की योजना बना रहे हैं आप जानते हैं रेखा के नीचे जैसा आप जानते हैं यह एक सर्वोत्तम सुविधा होनी चाहिए तो आपके पास एक गुंजाइश होनी चाहिए यह बताने के लिए कि वहां पर मोटे तौर पर कितने सारे उपयोगकर्ता होंगे कहने के लिए 2027 क्योंकि आप उस जैसी एक सुविधा बनाने नहीं जा रहे हैं ठीक और यह उपयोगकर्ता एन घटते बढ़ते हैं क्या आप एक विभागीय सुविधा बना रहे हैं अथवा आप एक संस्थान के लिए सुविधा बना रहे हैं अथवा आप एक एकाकी सुविधा बना रहे हैं यदि एक एकाकी सुविधा है आप को समझना चाहिए कितने अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट छात्र वहां होंगे और एक पोस्ट डॉक भी होगा यदि आप एक विभागीय सुविधा बना रहे हैं आपके पास एक मोटा मोटी संख्या होनी चाहिए कितने सारे सिक्योरिटी आपके पास होंगे और उसके सापेक्ष उपयोगकर्ताओं की संख्या उदाहरण के लिए देखें वहां पर 10 फैकेल्टी हैं और हर एक प्रयोगशाला के पास आप जानते हो दो या तीन मनोनीत लोग हैं इसे इस्तेमाल करने के लिए तो जबकि हम मनोनीत लोगों के बारे में बात कर रहे हैं यह दोबारा से कुछ ऐसा है जोकि वर्षों के अनुभव लगभग दो दशकों से भी ज्यादा अध्ययन करने पर है यह हमेशा ही आदर्श होगा उन सुविधाओं के विशेषज्ञों के लिए आप जैसे मनोनीत व्यक्तियों को रखना आप जानते हो यह मनोनीत है जो कि उपयोग करेंगे और जो कि सुनिश्चित करेंगे यह की कितने उपयोगकर्ता इन सुविधाओं में संदूषण की समस्या के लिए जिम्मेदार होंगे यह हमेशा एक अच्छा विचार नहीं है कि हर कोई अंदर आए और बाहर जाए जब तक कि अन्यथा बिल्कुल आपकी पूर्ण निजी सुविधा है या आपकी अपनी सुविधा है और आप संचालक हो किंतु आप जानते हो जब यह विभागीय है एवं आप जानते हो संस्थान तब यह तर्क बेहतर होगा आप जानते हो को परिमित करना हर एक प्रयोगशाला के लिए कुछ सीमित संख्या होनी चाहिए हालांकि इसके कुछ अपने कमियाँ हैं लेकिन आप जानते हो कोई व्यक्ति सदैव इस महीने के एक बिंदु पर आपके पास यह मनोनीत लोग हैं और जैसे कुछ इसके जैसा ही यह एक समझदारी भरा विचार होगा लेकिन यदि आप वास्तव में प्रबंध कर सकते हैं व्यक्ति को प्रशिक्षित करें आप उन्हें प्रशिक्षित कर सकते हैं कि कोई समस्या नहीं है तो मैं इसे उपयोगकर्ता पर छोड़ दूंगा कितने मनोनीत उपयोगकर्ता तो 2017 से 2027 तक देखें अगले 10 सालों में कितने उपयोग करता हूं वहां रहेंगे उस आधार पर आपको इन इनक्यूबेटर्स को सुपुर्द करना होगा उन्हें जो इसका उपयोग करेंगे और कितने सेल्फ क्योंकि यह बहुत ही कीमती हैं Refer Time 1812 जब आपको एक CO2 इनक्यूबेटर मिलता है यह एक भाग्य का कारण बनता है एक नए परियोजना संचालक या एक नए फैकेल्टी जो इसे शुरू कर रहे हैं यह हमेशा ही एक चुनौती है देखिए आपको एक बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए जैसे आप जानते हो यह सेल्फ पदनामित हैं लेकिन उसके बाद फिर से ऊपर आता है कौन इस्तेमाल कर रहा है किस तरह का सामान उदाहरण के लिए देखें कोई व्यक्ति सीधे जंतुओं से सेल्फ विकसित कर रहा है हम प्राइमरी कल्चर के तौर पर क्या कहेंगे जो कि संदूषण के लिए बहुत उन्मुख है क्योंकि इसे एक प्रकार से इसकी देखरेख के लिए एक अच्छे प्रशिक्षित व्यक्ति की जरूरत होगी जहां की कोई व्यक्ति एक सेल लाइन का उपयोग कर रहा है जो कि कम उन्मुख है क्योंकि कोशिकाएं एक नाइट्रोजन सिलेंडर में सुरक्षित रखी गई है और तो आप इसे कैसे वर्गीकृत करेंगे अथवा आप रखेंगे जैसे आप जानते हैं मान ले मनोनीत उपयोगकर्ताओं के लिए हर उपयोगकर्ता के पास उनका अपना इनक्यूबेटर है कितने सारे इनक्यूबेटर उनके पास हैं आप इससे स्वतंत्र रहते हो क्योंकि यह आपका इनक्यूबेटर है लेकिन यदि आपके पास इनक्यूबेटर है तब गैस का भी प्रबंधन हाथों हाथ होना चाहिए मैंने विगत वर्षों में देखा है सार्वजनिक सुविधाओं में आपके पास एक गैस की सुविधा है और आप जानते हो जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं वह भूल जाते हैं यह देखना की गैस खत्म हो चुकी है और कोशिकाएं मर जाती हैं यह रोजमर्रा की एक बहुत ही सामान्य समस्या है और मेरा विश्वास करें यह होता है और यह बनाता है यह पैदा करता है Refer Time 1948 तो पहले और सबसे अधिक आपको जानना चाहिए कितने सारे उपयोगकर्ता आपके पास हैं और किस प्रकार से आप इसे विभाजित करेंगे और वापस इसमें सावधानी के कुछ शब्द रख रहा हूं आप लोगों के लिए जो कि उपयोगकर्ता हैं और निर्णय लेंगे तो मैं इस पर बहुत अधिक जोर नहीं दूंगा लेकिन वापस से मैं उस पर एक अनुकूलतम बात जोड़ दूंगा कि कृपया सावधान रहें तो अब अगली चीज आती है अधिकतर प्रयोगशाला है जो एक सेल लाइन का उपयोग करती हैं उनको आवश्यकता होती है एक सुविधा की जिसमें कि वे कोशिकाओं का क्रायो कैन में भंडारण कर सकें जहां आपके पास तरल नाइट्रोजन के पोर्ट होने चाहिए तो यह कैन बहुत ही रोचक हैं यह कैन है इसके जैसे आपके लिए इसे आरेखित करता हूं यह अधिक समझ में आएगा जिन्होंने दूध का कैन देखा है यह लगभग उसके जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा अधिक घेरेदार और उसमें कई सारे होल्डर्स हैं उसमें अंदर कोशिकाओं को रखने के लिए यह ऐसा है आप जानते हो कोशिका होल्डर्स मैं वास्तव में इसे सही ढंग से आरेखित नहीं कर पा रहा हूं और उसके शीर्ष पर एक ढक्कन है जिससे आप इसके भीतर नाइट्रोजन डालते हो और इन सब में आपके पास होल्डर्स हैं कुछ इसके जैसे बहुत ही अच्छे होल्डर्स आपके पास यह शीशियां हैं छोटी सी शीशियों के जैसे स्टैक जिस पर या शीशियां हैं इसके जैसी कुछ इसके जैसी और आप इस पूरी चीज को लेते हो और इसे अंदर की ओर रखें तो सभी कोशिका संवर्धन प्रयोगशाला है अथवा वे जो कि सेल लाइंस का रखरखाव इसके भीतर करते हैं और वह तरल नाइट्रोजन के तापमान में रहती हैं और वह साल दर साल वहां रह सकती हैं उनमें दशकों दशक तक लेकिन वे सभी चीजें हैं जिन्हें आप को सुनिश्चित करना होता है आपके पास समय समय पर तरल नाइट्रोजन की आपूर्ति इसे पुनः पूरी तरह भरने के लिए और हर बार जब आप इसे खोलते हो कुछ तरल नाइट्रोजन का ह्रास हो जाता है हमें इसे पुनः से कुछ समय बाद या हर 1 सप्ताह या उसी प्रकार से भर देना होता है तो आपको समझना पड़ेगा आप उन्हें कहां रखना चाहते हो क्योंकि यह बहुत ही भारी भरकम सामान है तो प्रारूपों पर वापस आते हैं तो इसके लिए एक निर्दिष्ट स्थान होना चाहिए कहीं के भी अंतर्गत आप जानते हो कहीं आपके पास एक निर्दिष्ट स्थान होना चाहिए जहां कि आपको लगता है कि यह सबसे अच्छा हिस्सा है मैं इसे यहां रख सकता हूं क्योंकि हर बार आपको इसे प्रयोगशाला के बाहर रखना पड़ता है अथवा आपको नाइट्रोजन कैन को लाना पड़ता है और आप जानते हो फिर से भरने के लिए तो आप सुनिश्चित करते हो कि आप इसे लेकर वहां पूरे रास्ते नहीं घूमना चाहते हैं लेकिन यह हमें एक और समस्या में लाता है जब कभी आपके पास एक इनक्यूबेटर है इस कोने में आपके पास सदैव ही नाइट्रोजन होनी चाहिए क्षमा करें कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर यहां के बाद पूरे रास्ते ले जाना पड़ेगा तो जहां कहीं भी आप इसे करते हो कृपया सुनिश्चित करें कृपया सुनिश्चित करें ऐसा होता है कि आप पूरे फर्श को खराब ना करें और सुनिश्चित करें कि उस नाइट्रोजन सिलेंडर के नीचे अथवा क्षमा करें कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर जिसे आप ले जा रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर आप सुनिश्चित करते हैं कि कम से कम इसकी पर्याप्त सफाई हो क्योंकि अधिकतर सिलेंडर जब वे आते हैं इसके आसपास अनावश्यक गंदगी नहीं होनी चाहिए तो आप जहां भी रहे जहां भी आप उन्हें संग्रहित करते हो सुनिश्चित करें जैसे ही सिलेंडर आता है सुविधा के बाहर आप जानते हो उनकी सफाई करें कम से कम उन्हें अच्छी तरह से साफ करें यह भारी है तो आपको सावधानीपूर्वक से ढेर करना होगा और जब कभी आपको उन्हें ले जाना है उन पर थोड़ा सा स्प्रे करें अल्कोहल का और उनकी सफाई करके एवं बस उन्हें किनारे से ले ले उसे इस तरह से करने को वरीयता दें इसके जैसे बजाय की बीचो बीच जाने के यह एक अच्छा विचार नहीं है क्योंकि इससे फर्श खराब हो जाता है ठीक तो अब इसके बाद मैंने आपसे इस बारे में बात की नाइट्रोजन कैन को कहां रखें या यह सेल लाइन का भंडारण करने वाले कैन है और सुनिश्चित कर रहे हैं तरल नाइट्रोजन की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना खर्च हुए तरल नाइट्रोजन को दोबारा पढ़ाने के लिए दो हमें इसके लिए एक निर्दिष्ट स्थान रखना होगा तो अनिवार्य रूप से कम से कम एक कैन तो रखना होगा इनमें से एक पात्र को और दूसरे पात्र को तरल नाइट्रोजन को लाने के लिए उसको भरने हेतु तो आपके पास कम से कम दो होने चाहिए यदि आप एक सेल लाइन की देखभाल कर रहे हैं न्यूनतम दो और यदि आप इसका प्रारूप बनाते हो बिल्कुल शुरुआत में ही तब आप बढ़िया कर रहे होंगे और आप जानते हो इस तरह के पात्रों के विभिन्न आकार हैं और मैंने कई प्रयोगशालाओं को देखा है जिनके पास कईयों अलग आकार के हैं मुझे एक बात का एहसास है आपके पास वास्तव में है सबसे पहले आपको महसूस करना होगा आप कितनी मात्रा में कोशिकाओं का भंडारण करना चाहते हो कुछ उत्पाद कोई भी चीज दूसरा महत्वपूर्ण भाग इसके बारे में है कि यदि आप एक बहुत बड़ा लेते हैं तब इसका संचार एक बड़ी समस्या होगी सदैव ही एक समस्या होगी यदि आप एक बहुत छोटा सा लेते हैं तो अपने आप में ही आपके पास कितना संचय होगा आप जानते हैं कि भंडारण एक बड़ा मुद्दा होगा तो कहीं बीच में आपको एक सीमा रेखा बनानी होगी इसका आकार क्या होगा जो इसकी गतिशीलता के लिए आसान है चलिष्णुता चुनौती नहीं होनी चाहिए और फिर भी आप कर सकते हो आप जानते हो अपनी चीजें पूरी करें तो वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इस हिस्से को दोबारा से समझते हो कि सभी कुछ योजनाओं के खेल से आता है अब वापस आते हैं प्रारूप क्षेत्र पर तो मैंने आपसे बताया कि आपके पास एक कोना है आपके पास CO2 सिलेंडर है साथ ही साथ CO2 इनक्यूबेटर यह सभी बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनका रखरखाव होना चाहिए वहां तब आपके पास होना चाहिए डिवोर् कोशिका को रखने के लिए कुछ पहले से संग्रहित हैं तब हमने चर्चा की सिलेंडरों के विशिष्ट स्थान पर भंडारण के बारे में जहां सिलेंडरो को सुनिश्चित किया जाना होगा उन सिलेंडरों को ठीक से जंजीरों या क्लैंप के साथ जोड़ा जा रहा है इसलिए कि वे नीचे ना गिरे एक और महत्वपूर्ण बात जब भी मैंने सिलेंडर की बात की यह कुछ ऐसा है जिसका मुझे अनुभव है और इसने बीच के समय में कहीं और हमेशा दर्द किया है हमेशा सदैव एक ट्राली द्वारा सिलेंडरों का परिवहन करें मैंने स्नातक छात्रों को सिलेंडर को इस तरह घुमाते हुए देखा है यह एक बहुत ही खतरनाक अभ्यास है कृपया आपको कितना उबाऊ लगता है मुझे लगता है कि ये भगवान बेकार की समस्याएँ हैं जब आप एक विन्यास सुविधा की रूपरेखा बनाते हैं तो हुक के साथ एक छोटी ट्रॉली खरीदें जिसमें कुछ चीजें हों या आप अपनी कार्यशाला से हुक संलग्न कर सकें इसलिए यह स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित करता है आपके साथी सहकर्मियों की एवं आसपास के सभी लोगों की कृपया कृपया यह सुनिश्चित करें क्योंकि यह एक ऐसी चीज़ है जो जबर्दस्त तरीके से लापता रही है और आपके पास उस ट्रॉली के लिए एक निर्दिष्ट स्थान होना चाहिए कि किसी को किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसे नहीं लेना चाहिए इसलिए जब भी आपको इसकी आवश्यकता हो आप के साथ ट्राली को होना चाहिए ट्राली ले जाइए उसे रखिए सिलेंडर को रखिए और आपको आवश्यकता हो सकती है छोटी ट्राली की आप की जरूरत है जो परिवहन के लिए थोड़ा अलग तरह का हो सकता है इस तरह का यदि वास्तव में आप एक बड़ी खरीद रहे हैं छोटी वाली जिन्हें आप वास्तव में बाल्टी की तरह अपने हाथ में ले सकते हैं लेकिन बड़े वाले हमेशा एक समस्या हैं तो यह कुछ बहुत शुरुआत के हैं तो हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे इस प्रक्रिया में कौन सी सारी चीजें विन्यास से लेकर सभी मूलभूत आवश्यकताएं होंगी आप जानते हो उस प्रक्रिया को पूरा करना ठीक धन्यवाद